नमस्कार ऐप्रेशिएटिंग लिंगुइस्टिक्स ए टाइपोलोजिकल अप्रोच के इस सत्र में आपका स्वागत है जैसा कि आपको याद होगा कि हम मॉर्फोलॉजी के विषय में बात कर रहे थे मैंने मॉर्फोलॉजी का उल्लेख किया क्योंकि हमारा अगला सत्र मॉर्फोलॉजिकल टाइपोलॉजी या कहें तो मॉर्फोलॉजिकल वर्गीकरण है हम जिन विभिन्न प्रकार के मॉर्फ़िम्स से संबंधित बातों की चर्चा करेंगे उसे ध्यान में रखते हुये आपको मॉर्फोलॉजी के लिंगुइस्टिक्स से संबंध के बारे में जानकारी होना चाहिये मॉर्फोलॉजी के महत्व के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और हम जानते हैं कि ये किस प्रकार से शब्द जो वाक्य की मूल इकाई है से संबंधित है और अगर मुझे ठीक से याद है कि हम चर्चा कर रहे थे कि जब हमारे सामने कोई नया शब्द आता है तो हमें क्या जानकारी मिलती है जैसे हमने एक शब्द 'bake' देखा जब आप शब्दकोश में या कहीं और इस शब्द से संबंधित जानकारी खोजने का प्रयास करते हैं तब आपका सामना विभिन्न स्तरों की जानकारी से होता है ये विभिन्न स्तर या क्षेत्र क्या हैं ये हैं फोनैटिक यानि ध्वनि संबंधित लैक्सिकल यानि शाब्दिकसिंटैक्टिक यानि वाक्य रचना सम्बंधित सैमैंटिक यानि अर्थ संबंधित और प्रैग्मेटिक यानि व्यवहारिक जिसके बारे में हमने बात की थी जब हम फोनैटिक क्षेत्र या फोनोलॉजिकल क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तों bake शब्द में एक ब bध्वनि ए ei ध्वनि और फिर क k ध्वनि आयेगी जहाँ तक लैक्सिकल जानकारी की बात है ये शब्द क्रिया के रूप में अंत में -ed या -ing लगाकर प्रयोग होगा यह मानते हुए की यह एक क्रिया है तो विभक्ति लगाकर इसे पूर्ण या अनवरत रूप दिया जा सकता है यदि आपको पर्फ़ैक्टिव और इंपर्फ़ैक्टिव शब्द कठिन लगते हैं तो हम इन्हें कुछ विस्तार से समझते हैं जब आप क्रिया का पूर्ण या पर्फ़ैक्टिव रूप प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि कार्य पूर्ण हो चुका है वह एक निश्चित काल या समय पर सम्पूर्ण हो चुका है और जब आप अनवरत या इंपर्फ़ैक्टिव रूप प्रयोग करते हैं तब कार्य गतिमान होता है और अब तक समाप्त होना शेष है इसी कारण BAKE को विभक्ति लगाकर BAKED या BAKING में बदला जा सकता है लेकिन चाहे यह baked हो या BAKING यह क्रिया ही रहेगा अर्थात यदि यह क्रिया रूप से प्रारंभ होता है तो BAKED एक विशेषण भी हो सकता है BAKING एक क्रियावाचक संज्ञा भी हो सकती है लेकिन ये अलग बातें हैं यदि आप BAKED को एक क्रिया से प्रारम्भ करते हैं तो बदले हुए रूप उसी तरह होंगे तब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अर्थ से जुड़ी हुई सूचना क्या हो सकती है सामान्यत BAKING भोजन पकाना ही है परंतु ये एक विशेष प्रकार से भोजन को पकाना है आप भोजन को अवन की शुष्क ऊष्मा में पका रहे हैं इसलिये जब हम BAKING के बारे में सोच रहे हों तो हमें उसकी वाक्य संरचना पर ध्यान देना चाहिये मैंने बताया था कि इसे VP या क्रिया पदबंध की तरह प्रयोग किया जा सकता है परिस्थिति के अनुसार इसे विशेषण पदबंध की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है व्यवहारिक अर्थ के मामले में इसका गैर शाब्दिक अर्थ भी हो सकता है जब आप कहते हैं कि एक सामाजिक समारोह में बेक्ड भोजन परोसा जाता है उसका मतलब होता है कि आप बेकर के बारे में बात कर रहे हैं इस स्थिति में व्यवहारिक अर्थ को कई प्रकार से बताया जा सकता है इसी तरह से जब आपका सामना किसी नये अथवा पुराने शब्द से होता है तब आप उससे सम्बंधित सूचना का मतलब निकालते हैं और यह सिर्फ अंग्रेज़ी भाषI पर ही नहीं अन्य भाषा पर भी लागू होता है इसीलिये मैं चाहती हूँ कि आप अपनी भाषा में ऐसे शब्द खोजें एवं उन्हें इस प्रकार असाइनमेंट के रूप में लें कि जो आप लिखते हैं पढ़ते हैं और बोलते हैं उनके सम्भावित फोनैटिक लैक्सिकल सिंटैक्टिक सैमैंटिक प्रैग्मेटिक अर्थ क्या हो सकते हैं शब्दों की इस जानकारी के साथ आइए हम इसकी पृष्ठभूमि की कुछ अवधारणाएँ लेते हैं तो शब्द क्या हैं हमने पहले ही जाना है कि शब्द अक्षरों के तार्किक रूप में अर्थपूर्ण संयोजन होते हैं लेकिन इसके अलावा केवल एक अक्षर भी शब्द बना सकता है उदाहरण के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आई एक शब्द है जो प्रथम पुरुष एक वचन है यह केवल एक अक्षर है फिर भी यह एक शब्द है तो इस प्रकार से आपको समझना है जब मैं कहती हूँ शब्द फिर यहाँ दूसरा प्रश्न है जो आपका ध्यान खींचेगा मिश्रित शब्दों के निर्माण में कौन से रचक खंड होते हैं इससे पहले कि हम रचक खंड या किसी अन्य विषय पर जाएँ हमें समझना होगा कि मिश्रित शब्द क्या हैं और मैं क्यों कहूँ कि यह विशेष शब्द संयुक्त शब्द है उसमें कौन सी जटिलता सम्मिलित है क्या आप सोच सकते हैं आपका कोई विचार तो इससे पहले कि मैं आपको जटिलता की अवधारणा समझाऊँ आप वास्तव में इस संबंध में सोचने का प्रयास करें इसे याद रखिए मैं इसे एक प्रश्न के रूप में लूँगी फिर अगला प्रश्न है एक जैसे खंडों के होते हुए हम कैसे और अधिक मिश्रित शब्द बना सकते हैं मान लीजिये हमारे पास कुछ इकाइयां हैं एवं इन इकाइयों को रचक खंडों के रूप में प्रयोग करते हुए हम किस प्रकार अधिक से अधिक मिश्रित शब्द बनाएँगे जब मैं कहती हूँ अधिक मिश्रित शब्द या more complex words तब मेरा आशय होता है शब्द में अधिक भाग होंगे तो दो के स्थान पर हमारे पास 3 हो सकते हैं हमारे पास 4 हो सकते हैं हमारे पास 5 भी हो सकते हैं यह हम पर निर्भर करता है और फिर अगला प्रश्न जो हमारे दिमाग में होना चाहिए वह यह है कि मिश्रित शब्द का अर्थ उसके विभिन्न भागों के अर्थ के संदर्भ में क्या होगा क्या आप मानते हैं कि शब्द एवं उसके विभिन्न भागों में सदैव सह संबंध होता है या फिर ऐसे भी कोई शब्द हैं जो ऐसे भागों से बने हों जिनका मुख्य शब्द के अर्थ से कोई संबंध न हो यह भी संभव है हम इसे कुछ देर में देखेंगे और अंत में मैं आपसे पूछूँगी कि किस प्रकार भाषा में एक शब्द भाषा के अन्य शब्दों से संबन्धित है यदि मैं कहती हूँ पुअर तो क्या आप मानते हैं कि पावर्टी से इसका किसी प्रकार का संबंध है या फिर शब्द जैसे रैस्पॉन्स का कोई संबंध रैस्पॉन्डिंग से होगा और इसी परिपेक्ष्य में क्या ब्रेव एवं ब्रेवरी भी आपस में संबन्धित हैं यह वे प्रश्न हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार रचक खंडों को एक साथ रखकर हम नए शब्दों की रचना कर सकते हैं यह एक और स्लाइड है जिसे छोड़कर मैं आगे मैं बढ़ना चाहूंगी क्योंकि मैं इसे मैंने पिछली कक्षा में समझा दिया है मैं आपसे एक सरल प्रश्न पूछूँगी जो मैंने बहुत शुरू में ही पूछा था आप किसी शब्द की जटिलता कैसे पहचानेंगे आप कैसे किसी शब्द को सरल या मिश्रित कहेंगे इस संबंध में मैं आपको एक शब्द से और परिचित करवाऊँगी और वो है संयुक्त शब्द क्या आप सोचते हैं कि इन प्रश्नों पर आपको ध्यान देना चाहिए क्या आप सोचते हैं कि जो भाषा आप बोलते हैं उसमें सरल शब्द मिश्रित शब्द और संयुक्त शब्द हैं संयुक्त शब्द क्या होते हैं यह हम कुछ देर बाद पता लगाएंगे क्या आप मानते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा जिसे हम संदर्भ भाषा के रूप में लेते हैं उसमें सरल मिश्रित एवं संयुक्त शब्दों में कोई अंतर है और क्या आप मानते हैं कि अंग्रेज़ी के अलावा जो भाषा आप घर पर बोलते हैं या जिस भाषा में आपको सुविधा होती है उनके भंडार में भी सरल मिश्रित एवं संयुक्त शब्द होंगे स्वाभाविक है कि अब आपके पास प्रश्न होगा कि जब आप किसी भाषा में शब्द के बारे में विचार कर रहे होंगे तब आपके पास कौन से रचक खंड होंगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप कौन कौन सी भाषाएँ अपने घर में बोलते हैं संभवतः परस्पर संवाद में या फिर किसी सीधे प्रसारित सत्र में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे ये सभी बातें जो मैं आपसे कह रही हूँ आप उन्हें याद रखें मैं आपको बता दूँ कि यह सभी प्राथमिक रूप से अंग्रेज़ी में होगा किन्तु फिर यह मैं आप पर छोड़ती हूँ कि जो भी प्रक्रिया मैं यहाँ आपको बता रही हूँ वह आपकी भाषा में किस प्रकार संभव होगी यह आप पता करें तो यह सब था सरल एवं मिश्रित शब्दों के संबंध में मूलतः हम यह पहचानने का प्रयास कर रहे हैं कि वे कौन से रचक खंड हैं जो मिश्रित शब्द की रचना में उपयोगी हैं अब इस जानकारी की पृष्ठभूमि के साथ ही मैं लिंगुइस्टिक्स डिसिप्लिन स्पैसिफिक जारगॉन से आपका परिचय करवाऊँगी हम इसे मॉर्फ़िम भी कहते हैं यदि आप ने प्राथमिक स्तर पर लिंगुइस्टिक पाठ्यक्रम किया होगा तो आपको पता होगा की मॉर्फ़िम क्या है यदि आपने कोई भी लिंगुइस्टिक पाठ्यक्रम नहीं किया है और फिर आप के लिए लिंगुइस्टिक का यह प्रथम साक्षात्कार है तो मैं आपको थोड़ा और समझा देती हूँ शब्द की जो सबसे छोटी परिभाषा मैं यहाँ लिख सकती हूँ वह यह है कि शब्द न्यूनतम एवं विशिष्ट इकाई हैं जो वास्तव में अर्थपूर्ण भी हैं या फिर आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं मॉर्फ़िम शब्द की न्यूनतम अर्थपूर्ण एवं विशिष्ट इकाई हैं तो यदि आपको याद हो तो इसमें तीन शब्द हैं क्या आप इन्हें याद कर सकते हैं और इसके बारे में सोच सकते हैं मैंने कहा है कि इसे न्यूनतम होना चाहिए फिर दूसरा शब्द जो मैंने कहा वह है इसे अर्थपूर्ण होना चाहिए तीसरा जो मैंने कहा वह है इसे विशिष्ट होना चाहिए फिर मैंने यह कहा कि शब्द एक इकाई है मॉर्फ़ीम क्या है यह समझने के लिए हमें यह तीन प्रमुख शब्द हैं जो समझना आवश्यक है तो जब मैं कहती हूँ मिनिमल इसका अर्थ है कि मैं शब्द की लघुता पर बल दे रही हूँ यह संपूर्ण निर्माण का सबसे छोटा भाग होना चाहिए तभी यह न्यूनतम या मिनिमल कहा जाएगा इसके पश्चात जो अगला वाक्यांश आता है वह है कि यह अर्थपूर्ण होना चाहिए तो अर्थपूर्ण क्या है अर्थपूर्ण तब होगा जब आपका सामना ऐसी इकाई से होगा जिसका किसी अर्थ से संबंध होगा यह और बात है कि यह या तो यह आश्रित होगा या फिर स्वतंत्र होगा किन्तु तब इसे किसी अर्थ से जुड़ा होना चाहिए और जब इस प्रकार के मॉर्फ़िम मूल शब्द से जुड़ते हैं तब ये मूल शब्द का अर्थ पूर्ण रूप से बदल देते हैं इस प्रकार यह न्यूनतम एवं अर्थपूर्ण हो जाते हैं फिर हमारे पास है विशिष्ट जब मैं कहती हूँ विशिष्ट तब मैं इस शब्द की हर एक स्वतंत्र इकाई की ओर ध्यान दे रही हूँ आपको वास्तव में हर इकाई को पृथक पृथक पहचानना होगा कि यह इकाई a है यह इकाई b है जब यह a या b हो या फिर x या y हो तब आपको उन्हें अलग से पहचानना होगा तभी आप उस इकाई को मॉर्फ़िम कह सकते हैं ध्यान रहे मॉर्फ़िम शब्द की न्यूनतम अर्थपूर्ण एवं विशिष्ट इकाई हैं तो आइए अब हम एक बहुत ही सरल शब्द लें ट्री यह मेरा बड़ा प्रिय उदाहरण है मैं हमेशा इसे कक्षा में लाती हूँ क्योंकि यह बहुत सरल है इसका अर्थ है कि जब आप कहते हैं ट्री तब क्या आप इसकी न्यूनतम इकाई बता सकते हैं इसका अर्थ है जब मैं कहती हूँ न्यूनतम तब आप इसे और अधिक विघटित नहीं कर सकते इसे सबसे छोटा होना होगा तो क्या आप इसे विघटित कर सकते हैं क्या आप कह सकते हैं tra ट्र एवं ई यह संभव नहीं है ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे आप इसे और भागों में बाँट सकते हैं ट्री अपने आप में ही शब्द का एक न्यूनतम भाग है एवं यह अर्थपूर्ण भी है बिलकुल सही इसका अर्थ भी है यह एक जीवित पौधा है तो कोई भी पौधा जिसमें जीवन है उसे ट्री या वृक्ष कह सकते हैं यह और बात है कि हम मृत ट्री भी कह सकते हैं तब भी ट्री का कोई अर्थ होगा फिर आपके पास है विशिष्ट तो क्या आप मानते हैं कि यह विशिष्ट इकाई है हाँ यह है इसका यह अर्थ है कि ट्री जो कि एक शब्द है एवं इसके पास मॉर्फ़िम कहलाने के लिए तीनों विशेषताएँ भी हैं इसका क्या अर्थ है जब मैं कहती हूँ ट्रीज़ यह ट्री का बहुवचन है कई पेड़ आसपास तो एक ट्री एवं अनेक ट्री अब मेरा अगला प्रश्न होगा शब्द के रूप में ट्रीज़ क्या यह एक न्यूनतम इकाई है या फिर आप इसे और भागों में बाँट सकते हैं मैं आपको एक क्षण दूँगी सोचने के लिए जब मैंने कहा ट्रीज़ तब आप क्या करते हैं मुझे विश्वास है कि आप में से कुछ के मन में विचार आया होगा कि यह शब्द है जिसे आगे भी भागों में बांटा जा सकता है इसका अर्थ है कि शब्द अपने आप में न्यूनतम इकाई नहीं होता यदि मैं न्यूनतम इकाई की बात करूँ तो मुझे यहीं रुकना होगा आइए न्यूनतम इकाई समझने के लिए हम इसका पदच्छेद करते हैं या फिर इसको और भागों में बांटते हैं हम ट्री एवं ट्रीज़ के संबंध में चर्चा कर रहे थे आइए यहाँ समझने का प्रयास करें कि हम मॉर्फ़िम को कैसे पहचानेंगे मान लीजिये कि मैं लिख रही हूँ ट्री और फिर दूसरा शब्द है ट्रीज़ तो जब आप पहले शब्द की चर्चा करते हैं तब आपके पास कोई मार्ग नहीं है कि आप इसे और छोटा कर सकें क्या आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं tra ट्र एवं ई यह संभव नहीं है तो यह न्यूनतम है इसका भी अपना अर्थ होता है और यह विशिष्ट इकाई भी है आइए अब हम ट्रीज़ पर आते हैं ट्री में यह सभी विशेषताएँ हैं ट्री न्यूनतम है ट्री अर्थपूर्ण है और ट्री विशिष्ट भी है किन्तु जब आप ट्रीज़ को देखते हैं तो क्या यह न्यूनतम है नहीं यह न्यूनतम क्यों नहीं है क्योंकि एक शब्द के रूप में ट्रीज़ को दो भागों में बांटा जा सकता है क्या आप इसे अर्थपूर्ण मानेंगे हाँ तो यह अर्थपूर्ण है क्या यह विशिष्ट है हाँ है अब इन दोनों की तुलना कीजिये तो ट्रीज़ एक सम्पूर्ण रूप में जैसे कि एक पूर्ण शब्द के रूप में मॉर्फ़िम की योग्यता नहीं रखता क्योंकि इसे पहचानने के लिए या इसके मॉर्फेमिक स्तर को पहचानने के लिए और अधिक भागों में बांटा जा सकता है निश्चित ही यह शब्द है किन्तु यह एक मॉर्फ़िम नहीं है आप ट्रीज़ को मॉर्फ़िम नहीं कह सकते इसका अर्थ है इसमें और मॉर्फ़िम हैं इसे अब कैसे और भागों में बांटें मैं इसे यहाँ रखती हूँ मैं इसे फिर से लिखती हूँ अब हम देखते हैं कि कि क्या हम इसे दो भागों में बाँट सकते हैं हाँ ट्री एवं s तो s एक मॉर्फ़िम है यह पहला मॉर्फ़िम है यह दूसरा मॉर्फ़िम है तो पहले मॉर्फ़िम को मैं मॉर्फ़िम क्यों कहती हूँ क्योंकि यह एक न्यूनतम अर्थपूर्ण एवं विशिष्ट इकाई है और जब यहाँ s को लें तब भी यह एक न्यूनतम अर्थपूर्ण एवं विशिष्ट इकाई है तो एक शब्द के रूप में ट्रीज़ के दो मॉर्फ़िम हैं पहला मॉर्फ़िम एवं दूसरा मॉर्फ़िम तो क्या आप बता सकते हैं कि दोनों मॉर्फ़िम जो ट्रीज़ में हैं वे समान हैं या भिन्न हैं आप कुछ समय लीजिये एवं इस संबंध में सोचिए क्या आप इन मॉर्फ़िम में कुछ भिन्नता देखते हैं आप कैसे इसे पता लगाएंगे जब आप ट्री को एक मॉर्फ़िम के रूप में लेंगे आप स्पष्ट देख सकते हैं कि यह स्वतंत्र है अर्थ पूर्ण होने के लिए इसे किसी और की आवश्यकता नहीं है इसका अपना एक अर्थ है एवं वह स्वतंत्र अर्थ है तो ट्रीज़ में ट्री का अपना स्वतंत्र अर्थ है एवं s का एक मॉर्फ़िम के रूप में कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है यह पूर्ण अर्थ के लिए ट्री पर निर्भर करता है यदि आप इनकी तुलना करेंगे तो ट्री को स्वतंत्र मॉर्फ़िम कहेंगे उसे किसी की आवश्यकता नहीं है वो किसी की सहायता नहीं लेता वह स्वयं में पर्याप्त है हालांकि मॉर्फ़िम s स्वतंत्र नहीं है यह आश्रित है और इससे जुड़ा कोई न कोई सैमेंटिक है इसका कोई न कोई अर्थ है किन्तु इसका अर्थ स्वयं में अर्थपूर्ण नहीं है इसका अर्थ आश्रित है तो जब इसे ट्री से जोड़ा जाता है तब यह पूरे शब्द का अर्थ बदल देता है यह शब्द को एक वचन से बहु वचन में बदल देता है किंतु स्वयं स्वतंत्र नहीं है यही कारण है कि ट्री एक स्वतंत्र मॉर्फ़िम है या आप कह सकतीं हैं कि यह एक मुक्त मॉर्फ़िम है एवं s एक आश्रित मॉर्फ़िम है या आप कह सकते हैं कि यह एक आश्रित मॉर्फ़िम है यह सबसे सरल उदाहरण है जो मैं आपको दे सकती हूँ हम कुछ और जटिल उदाहरणों पर कार्य करेंगे और जब हम कुछ और जटिल उदाहरण लेंगे तब मैं चाहूँगी कि आप इसे और ध्यान से देखें किंतु उससे पहले मैं एक और सरल उदाहरण की ओर जाऊँगी अगला सरल उदाहरण जो मैं आपको दूँगी वह है बुक तो मैं यहाँ लिख रही हूँ बुक क्या यह शब्द है आप क्या जानते हैं यह क्या है एक संज्ञा या एक क्रिया आप में से अधिकांश कहेंगे यह संज्ञा है क्योंकि सामान्यतः हम अपने संवाद में इसे इसी प्रकार प्रयोग करते हैं मात्रात्मक रूप में बुक शब्द को क्रिया की तुलना में संज्ञा की तरह अधिक प्रयोग में लिया जाता है किन्तु बुक एक क्रिया भी हो सकती है और इसलिए बुक शब्द का अर्थ संदर्भ मुक्त नहीं है तो कभी कभी ऐसा लगेगा कि यह मात्र पाठ्य वस्तु है यह मुद्रित रूप में हो सकती या फिर इलैक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकती है इसे क्रिया भी कह सकते हैं जब आप कहते हैं कल मैंने भुभ्नेश्वर के लिए एक टिकिट बुक किया तब इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं टिकिट पढ़ रही हूँ वरन मैंने टिकिट सुरक्षित की है तो इस स्थिति में बुक एक क्रिया है हम कह सकते हैं कृपया अपनी टिकिट्स बुक कर लें नहीं तो मूल्य बढ़ जाएँगे तो इस स्थिति में यह क्रिया है किन्तु जब आप कहते हैं कि आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तब बुक एक संज्ञा है अब हम बुक को क्रिया के रूप में जांच करेंगे इसे संज्ञा के रूप में हमने देख लिया अब हम क्रिया पर चर्चा करेंगे क्योंकि हमने अभी शब्द के पूर्ण एवं अनवरत रूप की चर्चा की है तो बुक एक क्रिया है इस विषय में आप क्या सोचते हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यदि मैं इसमें पूर्ण क्रिया रूप लगा दूँ तो क्या होगा यह हो जाएगा बुक्ड और यदि मैं इसमें अनवरत क्रिया रूप लगा दूँ तो क्या होगा तो यह बुकिंग होने वाला है आइए हम इन दो शब्दों के मॉर्फ़ेमिक विश्लेषण का आनंद लें हमें क्या याद रहा यदि आप याद कर सकें तो बताएं कि मॉर्फ़िम क्या हैं जब मैंने मॉर्फ़िम की चर्चा की तब वे कौन से तीन महत्वपूर्ण शब्द थे जो मैंने आपको बताए थे वो थे अर्थपूर्ण उससे पहले इसे न्यूनतम होना होगा फिर बताया कि यह विशिष्ट होगा तो आप क्या सोचते हैं शब्द के रूप में बुक्स एवं बुकिंग के संबंध में मॉर्फ़िम क्या हैं एवं इन शब्दों में वे कौन सी इकाइयां हाँ जिन्हे हम मॉर्फ़िम कह सकते हैं तो हम इन्हें यहाँ विभाजित करने जा रहे हैं यहाँ बुकिंग के लिए एवं यहाँ बुक्ड के लिए पूर्ण रूप में बुक्ड एक न्यूनतम इकाई नहीं है इसे और विभाजित किया जा सकता है शब्द के रूप में बुकिंग भी न्यूनतम इकाई नहीं है आपको इसे और विभाजित करना होगा तो अब हमारे पास यहाँ एक मॉर्फ़िम है यहाँ एक मॉर्फ़िम है यहाँ एक मॉर्फ़िम है और यहाँ एक मॉर्फ़िम है तो यह हुआ पहला दूसरा पहला दूसरा हमें यहाँ वही विधि अपनानी होगी जो हमने ट्रीज़ के लिए अपनाई थी आरंभ करने के लिए मैं इसे मॉर्फ़िम नहीं कहूँगी मैं इन्हें इकाई कहूँगी इकाई 1 इकाई 2 इकाई 1 इकाई 2 तो आइए हम सबसे पहले बुक्ड की पहली इकाई लेते हैं क्या आप मानते हैं बुक न्यूनतम है हाँ या नहीं हाँ क्योंकि इसे और विभाजित नहीं किया जा सकता आप इसे बु एवं उक नहीं कह सकते यह काम नहीं करेगा तो बुक न्यूनतम है बुक अर्थ पूर्ण है बुक विशिष्ट भी है बुक का अपना अर्थ है और इसकी अपनी विशिष्टता भी है तो इसे हम एक मॉर्फ़िम कह सकते हैं आइए अब हम इसी शब्द बुक्ड के दूसरे मॉर्फ़िम की ओर चलते हैं जो है ईडी तो आप ईडी के बारे में क्या सोचते हैं क्या आप मानते हैं यह एक न्यूनतम इकाई है या फिर आप इसे और विभाजित कर सकते हैं नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते ईडी के लिए आप यह संभव नहीं है कि आप ई e एवं डी d कहें तो ईडी एक न्यूनतम इकाई है क्या इसका कोई अर्थ है इसका कोई स्वतंत्र अर्थ तो नहीं है किन्तु इसका कोई अर्थ तो है जिस पल आप सुनते हैं ईडी समान्यतः आप अनुमान लगाने लगते हैं कि यह भूत काल का कोई रूप है और यही कारण है कि ईडी एक मॉर्फ़िम है जी हाँ यह विशिष्ट है क्योंकि भले ही यह स्वतंत्र न हो आप इसे अलग रख सकते हैं किन्तु तब चाहें तो इसे एक विशिष्ट इकाई के रूप में स्वीकार कर सकते हैं एक शब्द या एक क्रिया के रूप में बुक्ड के दो मॉर्फ़िम होते हैं बुक एवं ईडी अब आइए बुकिंग पर आते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यह क्रिया का अनवरत रूप है यह दो बातें हैं जो आपको याद रखना है क्योंकि जब आप वर्गीकरण के साहित्य को स्कैन करेंगे तब आप पूर्ण एवं अनवरत क्रिया रूप के संदर्भ में बहुत सारे पहलू पाएंगे हम इसे पहलू क्यों कहते है क्योंकि बहुत सारी दक्षिण एशियाई भाषाओं में काल का स्पष्ट विभेदीकरण नहीं है किंतु यह पहलू हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो जब हम शब्द लेते हैं बुक्ड तब यह पूर्ण क्रिया शब्द होता है एवं जब हम बुकिंग शब्द लेते हैं तब यह अनवरत क्रिया शब्द होता है यह अनवरत क्यों है मैंने कुछ समय पहले ही इसका उल्लेख किया था कि यह क्रिया का अनवरत भाव है आइए हम कहते हैं मैं टिकिट बुक कर रही हूँ मैं ऑनलाइन हूँ और मैं आई आर सी टी सी से टिकिट बुक कर रही हूँ या फिर फ्लाइट टिकिट बुक कर रही हूँ मैं बुकिंग कर रही हूँ इसका अर्थ है कि क्रिया अभी भी अनवरत है सामयिक विस्तार जो हमें यहाँ मिला है वह एक बिन्दु पर आश्रित नहीं है वरन यह एक काल खंड में निरंतर चल रहा है तो यह बुकिंग कहलाएगा आप बुक्ड में ई डी को एवं बुकिंग में आईएनजी को क्या मानते हैं क्या आप मानते हैं इन दोनों का समान रिश्ता है जो बुक्ड में ई डी का अर्थ है वही बुकिंग में आईएनजी का अर्थ है आप जानते हैं क्यों क्योंकि इनके मूल शब्द या फिर प्रमुख मॉर्फ़िम समान हैं जब आप कहते हैं बुक्ड इसका अर्थ बुकिंग हो चुकी है और जब कहते हैं बुकिंग तब अर्थ है बुकिंग चल रही है तो इस स्थिति में हम कहते हैं कि यदि हम इनको क्रिया शब्द मानते हैं तो ई डी एवं आईएनजी की समान विशेषताएँ हैं क्या होती हैं समान विशेषताएँ ये न्यूनतम इकाइयां होतीं हैं जिन्हें और विभाजित नहीं किया जा सकता वैसे ही जैसे आप ed को ई एवं डी को और ing को आईएनजी में विभाजित नहीं कर सकते और इसलिए इन्हें न्यूनतम इकाई कहते हैं जिनका आगे विभाजन नहीं हो सकता तो स्वाभाविक है कि इनसे कोई न कोई अर्थ जुड़ा है यदि यह स्वतंत्र नहीं भी है तो भी ये किसी न किसी अर्थ से जुड़े होते हैं इनमें अंतर्निहित शब्द विज्ञान है और यही कारण है कि समान्यतः मैं इस शब्द को लेती हूँ तो मैं इन शब्दों को आने वाली इकाइयों में लेने वाली हूँ यह एक अंतर्निहित शब्द विज्ञान का भाग है अतः आईएनजी ing का कुछ अर्थ है निरंतरता यहाँ निरंतरता का अर्थ या अनवरतता का भाव जुड़ा है तो दोनों ई डी एवं आईएनजी न्यूनतम हैं वे अर्थपूर्ण हैं एवम विशिष्ट हैं अतः इनमें समस्त आधारभूत विशेषताएँ हैं एक मॉर्फ़िम कहलाने के लिए तो इस स्थिति में हम यह समझ सकते हैं कि ई डी एवं आईएनजी एक समान मॉर्फ़िम हैं एवं बुक एक अलग मॉर्फ़िम है वैसे ही जैसे ट्री एवं एस तो जब हम ट्रीज़ का विश्लेषण कर रहे थे तब ट्री एक स्वतंत्र मॉर्फ़िम था एवं s एक आश्रित मॉर्फ़िम था और यही है जिसका मैंने उल्लेख किया था ट्री क्यों एक स्वतंत्र मॉर्फ़िम है क्योंकि इसका अस्तित्व स्वतंत्र है एवं s क्यों एक आश्रित मॉर्फ़िम है क्योंकि इसका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है हालांकि इसका कुछ अर्थ होता है किन्तु पूर्ण अर्थ प्राप्त करने के लिए इसे मूल शब्द से जुड़ना पड़ता है अतः यह दो भिन्न इकाइयां हैं या फिर कहें तो दो भिन्न मॉर्फ़िम हैं तो एक की स्वतंत्र अवस्था होगी एवं दूसरे की आश्रित अवस्था होगी यहाँ बुक एक स्वतंत्र मॉर्फ़िम है एवं ई डी आश्रित मॉर्फ़िम है एवं बुकिंग शब्द में बुक एक स्वतंत्र मॉर्फ़िम हैं एवं आईएनजी एक आश्रित मॉर्फ़िम है आइए अब हम देखते हैं कि मॉर्फ़ोलॉजी के फ़ोनैटिक पक्ष को कैसे समझा जाए यह वही है जिसका मैंने उल्लेख किया था तीसरी बिन्दु में मैंने कहा था यह न्यूनतम है अतः इसे और अधिक मानने योग्य या अर्थपूर्ण भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता आइए हम इसकी इसकी और इसकी तुलना करें जब आप कहते हैं अ नैडर वास्तव में तब यह ऐन ऐडर होता है आप यह नहीं कह सकते कि नैडर शब्द में a एक विशिष्ट इकाई है तो यह इस प्र्कार कार्य नहीं करते क्योंकि नैडर शब्द का कोई अर्थ नहीं होता वरन ए और ऐन को साथ आना होगा जिससे एक तार्किक इकाई या अर्थ पूर्ण इकाई बन सके तो ऐन एक मॉर्फ़िम है एवं ऐडर भी एक मॉर्फ़िम है हम इस पर बाद में आएंगे किन्तु यहाँ हम पहचानने का प्रयास कर रहे हैं कि इसका अर्थ पूर्ण भाग कौन सा है जब आप कहते हैं नैडर तब निश्चित ही इसका कोई अर्थ नहीं है संभवतः आ का कोई अर्थ होगा क्योंकि यह अंग्रेज़ी में प्रयुक्त होने वाला एक आर्टिकल है किन्तु नैडर का क्या अर्थ है इसका कोई अर्थ नहीं है ऐसा ही नॉरेंज के साथ है नॉरेंज क्या है नॉरेंज जैसा कोई शब्द अंग्रेज़ी में है ही नहीं और ऐसा ही नैप्रॉन के संबंध में है नैप्रॉन के साथ भी कोई अर्थ नहीं जुड़ा है और इसलिए इस प्रकार के विभाजन मॉर्फ़ैमिक विश्लेषण में कोई योगदान नहीं देते क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं होता जब हम मॉर्फ़िम की तीन आधारभूत विशेषताएँ ढूंढते हैं पहली होती है न्यूनतम दूसरी होती है अर्थपूर्ण एवं तीसरी विशिष्ट यहाँ संभवतः हम a को एक विशिष्ट इकाई मान सकते हैं किन्तु नैडर का कोई अर्थ नहीं है तो इस में से अर्थ का पहलू अनुपस्थित है और इसलिए अलग से a एवं अलग से नैडर अलग से a एवं अलग से नॉरेंज अलग से a एवं अलग से नैप्रॉन मॉर्फ़िम को समझने में कोई योगदान नहीं देते वरन हम इन्हें ऐडर कहेंगे जैसे कि कोई किसी में कुछ add कर रहा है या जोड़ रहा है हम ऐन ऑरेंज कह सकते हैं और यह मात्र एक फल है और मैं मात्र एक ऑरेंज की बात कर रही हूँ फिर मैं कह रही हूँ ऐन ऐप्रन तो यह ऐप्रन एक वस्त्र है जिसे हम भोजन पकाते हुए या प्रयोगशाला में प्रवेश करने पर पहनते हैं तो ऐन ऐप्रन ऐन ऑरेंज एवं ऐन ऐडर ये वह हैं जिन्हें शब्द माना जाएगा और इसके पश्चात हम इनका आगे और विभाजन करेंगे आइए अब हम ऐडर को देखें मैं इसे यहाँ लिख रही हूँ तो यहाँ है यह शब्द ऐडर जो कि वास्तव में अत्यंत रोचक है क्या आप मानते हैं कि यह एक सम्पूर्ण इकाई है जिसे हम एक मॉर्फ़िम मान सकते हैं नहीं शायद मेरा अनुमान है कि आप सभी इसे समझ गए होंगे हम इसे यहाँ विभाजित कर सकते हैं ऐड एवं अर तो ऐड एक स्वतंत्र मॉर्फ़िम है क्योंकि इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है एवं अर एक आश्रित मॉर्फ़िम है यह आश्रित मॉर्फ़िम क्यों है क्योंकि यह न्यूनतम अर्थपूर्ण एवं विशिष्ट है किन्तु अर का अर्थ मूल शब्द पर आधारित है यह स्वतंत्र नहीं रह सकता किन्तु क्या आप ऐडर के आधार पर ही ऑरेंज का भी विश्लेषण कर सकते हैं नहीं यह संभव नहीं है आप ऑरेंज को और अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं यह सम्पूर्ण शब्द ही मॉर्फ़िम है ऐप्रन भी अपने आप में एक मॉर्फ़िम है क्योंकि आप इसे और विभाजित नहीं कर सकते ऑरेंज के बारे में आपका क्या विचार है यहाँ एक मॉर्फ़िम है और आप क्या सोचते हैं यह स्वतंत्र मॉर्फ़िम है या आश्रित मॉर्फ़िम है इसे हम स्वतंत्र मॉर्फ़िम कहेंगे क्योंकि इसका अपना अस्तित्व है ऐसा ही ऐप्रन के साथ भी है इसे भी हम स्वतंत्र मॉर्फ़िम कहेंगे क्योंकि इसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है पूर्ण अर्थ के लिए यह अपने आप में पूर्ण है इसका स्वतंत्र अस्तित्व है तो ऐप्रन एवं ऑरेंज यह दोनों स्वतंत्र मॉर्फ़िम हैं ऐड एक स्वतंत्र मॉर्फ़िम है अर एक आश्रित मॉर्फ़िम है मैं इसे बॉक्स में डाल रही हूँ अब हम कुछ और विश्लेषण करेंगे हमारे पास एक मॉर्फ़िम है ऐड और फिर हमारे पास एक मॉर्फ़िम है अर फिर हमारे पास एक मॉर्फ़िम है ऑरेंज फिर हमारे पास है ऐप्रन इसके बाद हमारे पास ऐन भी है जो कि एक मॉर्फ़िम है ऐन को भी हम मॉर्फ़िम कह सकते हैं यह सभी मॉर्फ़िम हैं लेकिन अब हमारा प्रश्न शब्द व मॉर्फ़िम के मध्य संबंध ढूँढने के लिए होगा आइए घड़ी की टिक टिक के साथ हम शब्द व मॉर्फ़िम को समझने की कोशिश करें हमने पहले ही ऐड को एक मॉर्फ़िम के समान ही परिभाषित किया है आप क्या सोचते हैं क्या यह शब्द है हाँ ऐड एक शब्द है यदि आप याद कर सकें तो बताएं शब्द की परिभाषा क्या है एक शब्द कुछ अक्षरों का समूह है जिसका कोई अर्थ भी है तो यह भी शब्द की परिभाषा का पालन कर रहा है एवं मॉर्फ़िम की परिभाषा का भी पालन कर रहा है यहाँ हम एक सही का निशान लगा देते हैं फिर अब दूसरे पर आयें यह है अर क्या आप मानते हैं कि यह शब्द है नहीं इसे शब्द नहीं माना जाएगा क्योंकि इसका कोई पूर्ण अर्थ नहीं है इसका अर्थ तो होता है किन्तु पूर्ण अर्थ नहीं होता यह शब्द नहीं है किन्तु निश्चित ही यह मॉर्फ़िम है मॉर्फ़िम तो हम पहले ही लिख चुके थे अब शब्द के स्तर पर हम यहाँ गलत का निशान लगा देते हैं ऑरेंज के बारे में आपका क्या विचार है क्या इसका स्तर शब्द है हाँ इसका अर्थ है एक सम्पूर्ण अर्थ क्या ऐप्रन का स्तर शब्द है हाँ है तो अब हम कुछ विश्लेषण कर सकते हैं पाँच उदाहरणों के इस मॉर्फ़िम के समूह को हम प्रयोगसिद्ध डाटा का समूह कहेंगे इस प्रयोगसिद्ध डाटा के समूह में एक ऐसी मॉर्फ़िम है जो शब्द नहीं है फिर अगले चार भी शब्द हैं इन्हें भी मॉर्फ़िम ही मानते हैं तो क्या आप इस बारे में सोच सकते हैं एवं शब्द व मॉर्फ़िम के मध्य किसी तार्किक संबंध को बता सकते हैं मैं कुछ देर यहीं रुकूँगी और आपको शब्द व मॉर्फ़िम के मध्य संबंध समझने के लिए कुछ समय दूँगी